इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान 03 बुनियादी अवधारणाएँ उदाहरण जारी तो हमने कुछ उदाहरण देखे हैं एक या दो और हम छोटे उदाहरण देखेंगे स्लाइड टाइम देखें 0023 उदाहरण के लिए या यह बात उदाहरण 19 कि 200 वाट के इलेक्ट्रिक लैंप का 2 ऑवर में कितना एनर्जी उपभोग करता है तो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन के रूप में दिया जाता है कि यह p t 3 है स्लाइड टाइम देखें 0025 तो मूल रूप से यह वाट ऑवर है तो यह पावरहै और यह टाइम है इस तरह 200 वाट और यह 2 ऑवर के लिए होता है तो 200 2 तो 400 वाट ऑवर लेकिन हम प्रति सेकंड जूल वाट है क्योंकि पी dwdt डब्ल्यू देखा है ऐसा काम किया है जूल में तो यह प्रति सेकंड जूल है तो 1 ऑवर आपका 60 60 3600 सेकंड तो यह 2002 है तो 400 1 ऑवर यह ऑवर है तो 1 ऑवर 60 6 तो इतना जूल कि 720000 जूल है और अपने 720 किलो जूल है क्योंकि जूल प्रति सेकंड वाट के रूप में अच्छी तरह से इस वाट ऑवर वाट दूसरा हम इस एक वाट दूसरे बना रहे है क्योंकि एक ऑवर अपने 60 60 तो 3600 सेकंड इस 200400 से गुणा तो वाट के इतना दूसरा और जूल प्रति सेकंड वाट तो जूल वाट दूसरा तो इतना इसका मतलब है इस यूनिट वास्तव में दूसरा वाट इस जूल 720 किलो जूल स्लाइड टाइम देखें 0157 तो छोटा सा उदाहरण अब एक और उदाहरण बताओ यह यहां देखो जब भी हम टाइम फंक्शन यहां ले जा रहे है यह एक हम वैसे भी हम डीसी सर्किट के लिए शुरू में रुचि रखते हैं लेकिन जब हम टाइम विस्तार से हम सीखते है पर सिंगल फेज एसी और 3 फेज एसी सर्किट के लिए जाना होगा लेकिन फ्लेवर का थोड़ा विचार यहां मिल जाएगा कि बहुत तो उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए 10 यह दिया जाता है फिगर 112 में दिखाए गए वोल्टेज सोर्स के लिए पावरके लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त यह आपका फिगर 112 भी अंतराल के लिए एनर्जी की गणना करता है टी 0 से टी इंफिनिटी तो यह है कि यह फिगर सर्किट एलिमेंट्स है अब यह वोल्टेज सोर्स है अब करंट आई पावरके लिए 2 ई दिया जाता है टी एम्पीयर यह करंट आई 2 यह टाइम फंक्शन है आई कहते हैं 2 e t एम्पीयर और इस वोल्टेज वी यह 12 वोल्ट स्लाइड टाइम देखें 0255 तो सवाल यह है कि पहली बात यह है कि यह एक वोल्टेज सोर्स और करंट है पॉजिटिव टर्मिनल करंट में प्रवेश कर पॉजिटिव टर्मिनल लेकिन इस मामले में सिर्फ पॉवर एक्सप्रेशन ही उस p कि v i की गणना करेगा तो करंट एंटर करें पॉजिटिव पोलेरिटी तो हम p vi के रूप में पावरकी गणना कर सकते हैं तो यह v 12 वोल्ट है यह 12 वोल्ट है और i 2 e t एम्पीयर तो यह 12 2 e t पावरहै 24 e t e पावर तक टी वाट इन टाइम फंक्शन बाद में हम देखेंगे एसी सर्किट टाइम फंक्शन हम देखेंगे लेकिन सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए तो एनर्जी ट्रांस्फरेद करने के लिए एक्सप्रेशन दी जाती है इसके द्वारा टाइम टी 0 से टी इंफिनिटी के बीच में दिया जाता है तो यहां है कि इसका मतलब है अपने क्या कॉल एनर्जी ट्रांसफर सीमा 0 इन्फिनिटी पी डीटी के लिए तो पी टाइम के मामले में पावरऔर टी है तो क्या दूसरा यह आता है यह जूल तो होगा तो यह 0 से इंफिनिटी 24 e tdt है तो जूल के इस इंटेग्रटे को इंटेग्रटे करें तो यह होगा 24 e t0 से लेकर इंफिनिटी तक इस वैल्यूज को मिलेगा यह 24 जूल है तो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन यह वास्तव में 24 जूल है मुझे लगता है कि यह सरल बात है यह धीरे धीरे और धीरे धीरे प्रत्येक और सब कुछ करने में सक्षम है स्लाइड टाइम देखें 0423 तो एक्टिव और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट केवल एलिमेंट्स का एक इंटरकनेक्शन है पहले हमने इसके ऊपर चर्चा की है तो सर्किट एनालिसिस सर्किट के एलिमेंट्स के पार एलिमेंट्स या वोल्टेज के माध्यम से कर्रेंटस को निर्धारित करने की प्रक्रिया है या तो इस एलिमेंट्स में एक एलिमेंट्स या वोल्टेज के माध्यम से करंट का पता लगाना है स्लाइड टाइम देखें 0449 तो मूल रूप से इलेक्ट्रिक सर्किट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं एक एक्टिव एलिमेंट्स है दूसरा पैसिव एलिमेंट्स है वास्तव में एक्टिव एलिमेंट्स वे हैं जो पैसिव नहीं हैं या दूसरे तरीके से पैसिव एलिमेंट्स वे हैं जिन्हें हम इस तरह से एक्टिव नहीं कर सकते हैं उनके द्वारा या उनके द्वारा देलीवेरेद एनर्जी पर विचार करके स्लाइड टाइम देखें 0516 तो एक सर्किट एलिमेंट्स अपने पैसिव होने के लिए कहा जाता है अगर कुल एनर्जी सर्किट के बाकी हिस्सों से अपने को दिया हमेशा नोंनेगटिवे है इसका मतलब है यह मेरा मतलब है कि यह 0 या पॉजिटिव हो सकता है तो एक सर्किट एलिमेंट्स को पैसिव कहा जाता है यदि सर्किट के बाकी हिस्सों से इसे देलीवेरेद कुल एनर्जी नोंनेगटिवे है इसका मतलब है कि बाकी इसका मतलब है कि एनर्जी किसी भी प्रारंभिक टाइम टी 0 के लिए दिया टी पी डीटी एनर्जी है क्योंकि पी पावरऔर टाइम वाट दूसरा वास्तव में जूल है तो यह t t0 t तो पी vi टी कहते हैं लेकिन गणितीय रूप से इस तरह का रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो टी 0 से टी लिमिट यह v idt है यह 0 से अधिक के बराबर होगा फिर यह एक पैसिव एलिमेंट्स है स्लाइड टाइम देखें 0556 बेशक एक एक्टिव एलिमेंट्स वह है जो केवल विपरीत नहीं पैसिव है तो यदि यह इक्वेशन 110 है तो पहले यह इक्वेशन 10 था यह सामान्य रूप से सभी टाइम के लिए धारण नहीं करता है एक एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी पैदा करने में सक्षम है जबकि पैसिव एलिमेंट्स एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है यह एनर्जी उत्पन्न करेगा लेकिन पैसिव एलिमेंट्स इसे उत्पन्न नहीं कर सकता है स्लाइड टाइम देखें 0619 उदाहरण के लिए कि पैसिव एलिमेंट्स सामान्य रेसिस्टर्स इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स में रेसिस्टर्स होते हैं जो वास्तव में पैसिव एलिमेंट्स हैं और एक्टिव एलिमेंट्स का उदाहरण यह जनरेटर बैटरी और ऑपरेशनल एम्प्लिफिएर्स हैं तो ये कुछ बातें हैं इसे अपने दिमाग में रखना चाहिए तो पैसिव एलिमेंट्स रेसिस्टर्स प्रेरक या कैपेसिटर हैं और एक्टिव एलिमेंट्स उदाहरण हैं जनरेटर बैटरी और आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो इस खंड में हम आपके कुछ ऐसे ही लोगों से परिचित होंगे जो उस महत्वपूर्ण एक्टिव एलिमेंट्स को कहते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स भी वहां होगा लेकिन बहुत सरल बाद में बहुत सरल होगा तो आपके स्वतंत्र और डिपेंडेंट दोनों सोर्सेज पर विचार किया जाएगा तो स्वतंत्र और डिपेंडेंट सोर्सेज के 2 प्रकार हैं तो एक दोनों परिचय में सभी डिवाइस पर विचार करेंगे कहा कि केवल स्वतंत्र बाद में मुझे पता है कोई दोनों पर विचार करेंगे स्लाइड टाइम देखें 0742 तो एक स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स मूल रूप से एक दो टर्मिनल एलिमेंट्स है उदाहरण के लिए आपका यह एक वोल्टेज सोर्स है दो टर्मिनल एलिमेंट्स और प्रतीक आई बाद में उस पर आऊंगा स्लाइड टाइम देखें 0755 और यह इस टर्मिनल के बीच इन 2 टर्मिनल के बीच एक निर्दिष्ट वोल्टेज रखता है यह आपका है यह वोल्टेज इस 2 टर्मिनल के बीच निर्दिष्ट है वोल्टेज पूरी तरह से स्वतंत्र है इस वोल्टेज से पूरी तरह से करंट से स्वतंत्र है या यह सर्किट के कुछ अन्य भागों के वोल्टेज से स्वतंत्र है तो जनरेटर और बैटरी जैसे भौतिक सोर्सेज को आइडियल वोल्टेज सोर्सेज के विनियोगों के रूप में माना जा सकता है तो या तो जनरेटर और बैटरी अपने आइडियल वोल्टेज सोर्सेज के रूप में माना जा सकता है कि जिस तरह से हम सोचेंगे अब एक यहां प्रतीक को देखो एक सर्कल वहां है और यह है यह डीसी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से एसी दोनों प्रतीक में से एक डीसी कर सकते हैं द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है आई वहां एसी नहीं हूं मैंने कहा कि टाइम अलग आई अलग टाइम कहूंगा तो या तो इसे आपके डीसी सोर्स या अलग अलग टाइम के रूप में माना जा सकता है और यह एक मूल्य यह है कि एक आपका क्या कॉल यदि बड़ा आपकी बड़ी एक बड़ी कंटीन्यूअस रेखा है और छोटा एक है तो यह वास्तव में वी या डीसी सोर्स है लेकिन यह एक यह लगावायर या टाइम अलग वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यह दोनों के लिए इस प्रतीक अर्थ हो सकता है तो यदि इस प्रतीक का उपयोग भी बिल्कुल सही है या यदि यह एक शुद्ध डीसी है तो यह भी एक शुद्ध डीसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये 2 आपके स्वतंत्र वोल्टेज सोर्सेज के लिए प्रतीक हैं स्लाइड टाइम देखें 0925 तो इसी तरह हो सकता है तो यही कारण है कि मैंने जो कुछ भी कहा वह डीसी वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस चीज का प्रतीक भी हो सकता है तो एक अलग वोल्टेज सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन डीसी के साथ साथ दोनों अलग अलग टाइम बनाया जा सकता है स्लाइड टाइम देखें 0939 तो एक स्वतंत्र करंट सोर्स जब यह फिर से स्वतंत्र करंट सोर्स होता है तो यह दो टर्मिनल एलिमेंट्स होते हैं यह एक दो टर्मिनल एलिमेंट्स है जो एक निर्दिष्ट करंट प्रदान करता है जो सोर्स में वोल्टेज से पूरी तरह से स्वतंत्र कहता है तो इस करंट सोर्स के लिए यह जो कुछ भी है वहां वोल्टेज से पूरी तरह से स्वतंत्र है तो यह पूरी तरह से ये करंट सोर्स का प्रतीक है और ये करंट सोर्स यदि यह प्रतीक डीसी दोनों के लिए सच है और साथ ही एसी यह प्रतीक दो या दोनों एसी है जिसे हम बाद में देखेंगे स्लाइड टाइम देखें 1013 तो स्वतंत्र सोर्स आमतौर पर आपके बाहरी सर्किट को पावरदेने के लिए होते हैं तो यह प्रतीक यह फिगर एक डीसी और एसी दोनों मैंने बताया है के लिए एक सच है तो उदाहरण आई 2 एम्पीयर अगर यह है आई 2 एम्पीयर कहते हैं कि अगर आई 2 एम्पीयर यहां तो यह एक शुद्ध डीसी सोर्स है और अगर आई कहता हूं 2 sin 100 pi pi t तो यह एक एसी करंट सोर्स है लेकिन यह प्रतीक यह प्रतीक डीसी के साथ साथ एसी दोनों के लिए समान है जब हम बहुत गहरे जाएंगे तो हम यह सब चीजें विस्तार से करेंगे स्लाइड टाइम देखें 1056 तो अब डिपेंडेंट सोर्स आमतौर पर इन डिपेंडेंट सोर्सेज आमतौर पर एक हीरे के आकार रहे हैं तो उदाहरण के लिए यह है यह डिपेंडेंट करंट सोर्स है एक तीर उदाहरण के उद्देश्य के लिए यहां ऊपर की ओर दिखाया गया है और यह आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसका मतलब है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब है इस वोल्टेज जो कुछ भी यह सर्किट के अपने कुछ शाखा के कुछ भाग में करंट के फंक्शन हो सकता है या सर्किट के कुछ एलिमेंट्स में कुछ वोल्टेज का एक फंक्शन हो सकता है इसी तरह यह करंट सर्किट में कुछ अन्य शाखा करंट का फंक्शन हो सकता है या आपके सर्किट में कुछ वोल्टेज का फंक्शन हो सकता है तो ये डिपेंडेंट हैं तो ये आइडियल नहीं हैं ये स्थिर नहीं हैं ये डिपेंडेंट सोर्स हैं तो प्रतीक है यह हीरे का आकार है और यह प्रतीक इस तरह आपका है जो डिपेंडेंट सोर्स हैं जो इन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं और यह डिपेंडेंट करंट सोर्स है स्लाइड टाइम देखें 1152 यहां बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं लेकिन आई जो भी अर्थ बता रहा हूं वही है तो और एक डिपेंडेंट या नियंत्रित वोल्टेज सोर्स एक स्वतंत्र सोर्स के समान है सिवाय इसके कि सोर्स टर्मिनल्स में वोल्टेज अन्य का एक फंक्शन है जो अन्य वोल्टेज या करंट को सर्किट में उदाहरण के लिए कहते हैं देखें स्लाइड टाइम देखें 1213 यह है यह वास्तव में अपने डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स v 0 दिया जाता है 2 वी एक्स सामान्य एक वी एक्स एक शायद 1 2 3 4 क्या कभी और नीचे 1 से भी नीचे ले जा सकते हैं तो यह कुछ 2 वी एक्स के लिए लिया जाता है यह वी एक्स वास्तव में कुछ अन्य शाखा में सर्किट में वोल्टेज है लेकिन अभी प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाया गया है कि वी 0 बराबर 2 वीएक्स है एक वीएक्स परिवर्तन तो वी 0 बदल जाएगा तो इसे वास्तव में वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज सोर्स कहा जाता है क्योंकि यह वी 0 सर्किट में किसी अन्य एलिमेंट्स में इस वोल्टेज का फंक्शन करता है एक्स कहता है तो इसे वीएक्स कहते हुए लिखा जाता है तो यह वास्तव में वे वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज सोर्स है क्योंकि वी 0 वी एक्स का एक फंक्शन है और इस वी एक्स सर्किट अधिनियम का वोल्टेज है तो मंच पर कल्पना कुछ अन्य एलिमेंट्स एक्स था इसी तरह यह भी वोल्टेज v 0 है यह 3 ix लिया जाता है कभी कभी हम कहते हैं कि यह एक लाभ पैरामीटर 3 है यह 3 है यह 4 5 2 12 हो सकता है यह कोई फर्क नहीं पड़ता बस स्पष्टीकरण के उद्देश्य के लिए हमने लिया है v 0 3 i x यदि i x किसी अन्य शाखा के माध्यम से करंट है तो कुछ शाखा x a और i x बदल रहा है v 0 बदल रहा है इसका मतलब है कि यह वास्तव में इसे करंट नियंत्रित वोल्टेज सोर्स कहा जाता है क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स v 0 करंट का फंक्शन है इसीलिए इसे करंट में नियंत्रित वोल्टेज सोर्स CCVS कहा जाता है संक्षेप में यह वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज सोर्स VCVS है तो यह वास्तव में डिपेंडेंट सोर्स है कि आपके v अपने v 0 2 v x या v 0 3 i x इन डिपेंडेंट सोर्स है कि v 0 है अगर यह वोल्टेज के फंक्शन हो सकता है या करंट के फंक्शन भी हो सकता है कहा जाता है तो यह तब होता है जब यह वोल्टेज का फंक्शन होता है इसे वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज सोर्स कहा जाता है जब करंट के इन फंक्शन को करंट नियंत्रित वोल्टेज सोर्स कहा जाता है क्योंकि यह है क्योंकि वी 0 करंट का एक फंक्शन है स्लाइड टाइम देखें 1422 इसी तरह इसका मतलब है जो कुछ भी मैंने कहा कि सब कुछ सब कुछ यहां लिखा है यह फिगर 16 कहते है 10 एबी तो मैंने जो कुछ भी कहा सब कुछ है सब कुछ यहां लिखा हुआ है तो आई नहीं पढ़ रहा हूं या नहीं बता रहा हूं आगे सब कुछ यहां लिखा है और केवल एक चीज यह है कि यहां इस मामले में जब भी यह करंट पर आपका डिपेंडेंट है तो इस पैरामीटर इस पैरामीटर इस 3 लाभ पैरामीटर कहेंगे स्लाइड टाइम देखें 1556 तो अब अगले है यह क्या कॉल वोल्टेज सोर्स है अब एक डिपेंडेंट करंट सोर्स के माध्यम से बह करंट एक करंट या वोल्टेज उदाहरण के लिए सर्किट में कहीं और द्वारा निर्धारित किया जाता है स्लाइड टाइम देखें 1502 यह उदाहरण के लिए है करंट नियंत्रित करंट सोर्स कहते हैं तो यह एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है यह I 0 है 2 कहो ix कहना 2 है यह 2 है मैंने लिया है यह 1 से 3 3 कम हो सकता है जो भी यह कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन स्पष्टीकरण का आगे का उद्देश्य यह है 2 i x तो यह वास्तव में करंट नियंत्रित करंट सोर्स है क्योंकि यह आई 0 करंट करंट आई एक्स का फंक्शन है आई एक्स कुछ एलिमेंट्स की करंट हो सकता है अपने शाखा आकार करंट आई एक्स कुछ शाखा एक्स एक बह में अपने तो यह वास्तव में है कि आई 0 2 आई एक्स तो इसका मतलब है यह करंट नियंत्रित करंट सोर्स है जब भी यह इस एक का फंक्शन है यह करंट आई एक्स का फंक्शन है तो यह करंट नियंत्रित करंट सोर्स सीसीसीएस है जिसे हम कहते हैं इसी तरह यह करंट जब आई 0 3 वी एक्स है यह वोल्टेज नियंत्रित करंट सोर्स है क्योंकि यह आई 0 वोल्टेज वी एक्स का फंक्शन है तो यह और यह वी एक्स शायद यह शाखा भर में वोल्टेज है एक्स कहते हैं तो आई 0 बराबर 3 अपने क्या कॉल यह 3 आई ले लिया है 3 यह हो सकता है 1 2 3 4 यह कोई फर्क नहीं पड़ता यह भी लाभ पैरामीटर कहा जाता है तो आई 0 3 वी एच और यह आपका क्या कॉल वोल्टेज नियंत्रित करंट सोर्स है और एक और बात यह है कि जब भी हम दिखा रहे हैं यह है यह करंट सोर्स के लिए इसी तरह दिखाया गया है जब भी इस तीर ऊपर की ओर है यह मेरा मतलब है कि यह है इसका मतलब है इसका मतलब है कि करंट इस टर्मिनल को छोड़ रहा है तो इस तीर यह तुम्हारा क्या है जो कहते हैं कि तीर ऊपर की ओर मतलब है कि धारा ऊपर की ओर जा रही है मेरा मतलब है कि धारा ऊपर की ओर बह रही है तो इसका मतलब है कि अगर यह इस तरह है बस पर पकड़ तो यह है कि क्या अपने करंट कॉल इस तरह बह रहा है इसी तरह यह है कि अपने क्या कॉल है कि अपने ऊपर इस बात की दिशा तो करंट इस तरह बह रहा है तो यह वास्तव में आपकी ऊपर की दिशा दिखाई गई है यदि यह नीचे की दिशा है तो स्वाभाविक रूप से यह उलट दिशा होगी तो यह अर्थ है कि आपकी ऊपर की ओर तो यह आपका है करंट सोर्स को बस पर क्या कॉल करता है तो यह वास्तव में इस धारा सोर्स हम कर रहे है अब हम देख रहे है कि अपने क्या एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और अपने डिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं दोनों या तो वोल्टेज या करंट अब पर डिपेंडेंट हैं तो मैंने जो कुछ भी कहा वह है जो हमारे इस सर्किट में आपका है सब कुछ सब कुछ यहां समझाया गया है यहां सब कुछ समझाया गया है स्लाइड टाइम देखें 1750 स्लाइड टाइम देखें 1800 इसका मतलब है कि नियंत्रित वोल्टेज सोर्स और नियंत्रित करंट सोर्स आपके जैसे कई प्रकार के वास्तविक दुनिया उपकरणों के लिए सर्किट मॉडल के निर्माण में उपयोगी हैं जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर बस आपके ट्रांजिस्टर जैसे कि आपके ट्रांसफॉर्मर फिर इलेक्ट्रिक मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर स्लाइड टाइम देखें 1856 तो यह बात तो ऐसे 4 सोर्स दिखाए गए हैं तो वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज सोर्स जिसे हम वीसीवीएस कहते हैं करंट नियंत्रित वोल्टेज सोर्स जिसे हमने पहले ही सीसीवीएस दिखाया है फिर करंट नियंत्रित करंट सोर्स सीसीसीएस और वोल्टेज नियंत्रित करंट सोर्स वीसीसीएस ये 4 चीजें हैं अगला एक और उदाहरण लेते हैं स्लाइड टाइम देखें 1918 तो यह निर्धारित करें कि यह सर्किट दिखाया गया है उदाहरण 11 है तो यह निर्धारित करने के लिए कि प्रत्येक एलिमेंट्स द्वारा अब्सोर्बेद या आपूर्ति की गई पावरका निर्धारण करें अब उदाहरण के लिए थोड़ा कम होना चाहिए अगर देखें कि करंट I 6 एम्पीयर यह है 6 एम्पीयर अब यहाँ वोल्टेज v 20 वोल्ट p 1 p 2 दिया जाता है यह एक और एलिमेंट्स p 2 है यह p 3 है और यह p 4 है यह एक और डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ये पता लगाने की पावरहै या आपूर्ति की गई पावर आपूर्ति की गई पावर पावरअब्सोर्बेद होनी चाहिए अगर कुछ देखना मेल नहीं खा रहा है तो कहीं न कहीं कुछ गलत हो गया है अब यह वास्तव में कुछ एलिमेंट्स है तो पोलेरिटी चिह्नित किया गया है यहां भी वोल्टेज सोर्स पोलेरिटी निशान गया है यहां भी पोलेरिटी निशान गया है और यह अपने करंट ऊपर की ओर दिखाया गया है और इस करंट सोर्स 1 इसका मतलब है अगर आई 6 एम्पीयर यहां आई देखो 6 एम्पीयर अगर हम डाल आई 6 यहां यह वास्तव में 1 एम्पियर हो जाएगा स्लाइड टाइम देखें 2046 अब पिछले जब हमारी पिछली चर्चा हमें देखा जाता है कि जब कि आपके करंट छोड़ने के एक वोल्टेज सोर्स करंट अपने पॉजिटिव पोलेरिटी या पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है इसका मतलब है पावरकी आपूर्ति की है और साइन नेगेटिव हो जाएगा तो इस मामले में अगर देखते हैं कि यह आई 1 करंट इस सोर्स से बाहर आ रहा है तो यह वास्तव में छोड़ रहा है कि आपके क्या कॉल है कि इस टर्मिनल छोड़ इसका मतलब है पावरकी आपूर्ति आक्षेप नेगेटिव तो पी 1 आपका 20 6 होगा तो 120 वाट यह पावरकी आपूर्ति की जाएगी तो इसका मतलब है अगर यहां देखो कि p1 20 6 है कि 120 वाट यह आपूर्ति की पावरहै तो जब भी करंट टर्मिनल छोड़ रहा है तो यह होना चाहिए मैंने पहले बताया इसका मतलब है पावरकी आपूर्ति की और इस करंट आई 6 एम्पीयर इस पोलेरिटी के अनुसार इस सर्किट में प्रवेश इस एलिमेंट्स तो यह सर्किट पावरअब्सोर्बेद हो जाएगा क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल पर प्रवेश इसका मतलब है अब्सोर्बेद पावर12 6 पी 2 12 वोल्ट आई 6 एम्पियर होना चाहिए तो यह आपके 126 होंगे तो आपकी बात यह 72 वाट की होगी स्लाइड टाइम देखें 2153 तो यहां यह देखना होगा कि कि आपके पी 2 72 में जो पावर अब्सोर्बेद पावरहै जो पी 2 72 वाट है फिर से इस सर्किट में आते हैं कि फिर से 7 एम्पीयर करंट इस टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो यह एक पॉजिटिव है इसका मतलब है करंट में प्रवेश के रूप में पॉजिटिव टर्मिनल यह पावरअब्सोर्बेद हो जाएगा और वोल्टेज 8 दिया जाता है इस तरह 87 तो पी 3 56 वाट की पावर अब्सोर्बेद होगी तो यहां बनाया गया है कि पी 3 8 7 56 वाट तो यह पावरको अब्सोर्बेद कर लेता है अब यहां आओ यह करंट सोर्स है अब सवाल यह है कि यह करंट सोर्स अब यहां सिर्फ यहां बना ही यहां है तो आई 6 एम्पीयर इसका मतलब है यह एक आपका 1 बाय 6 6 यहां लिखें कि आपका 1 एम्पीयर यह 1 एम्पीयर है अब सवाल यह है कि क्या यह आपके क्या यह दिया या अब्सोर्बेद पावरकहते हैं अब देखो इस टर्मिनल यह है इसका मतलब है यह बस वायर ही यह बस वायर ही है तो इसका मतलब है आई इसे यहां चिह्नित कर सकते है यह है और यह है क्योंकि यह है कुछ भी नहीं है तो यह है और यह करंट ऊपर की ओर है इसका मतलब है कि करंट आपका क्या कहना है कि यह एक एम्पीयर करंट इस तरह से बढ़ रहा है इस तरह से बह रहा है इसका मतलब है करंट वास्तव में इस टर्मिनल को टर्मिनल के साथ साथ छोड़ने का मतलब है कि जब भी करंट टर्मिनल को छोड़कर यह पावरकी आपूर्ति की जाती है तो यह पावरकी आपूर्ति की जाती है तो इसका मतलब है यह साइन नेगेटिव होगा लेकिन करंट यहां एक एम्पीयर करंट है यहां आपका क्या कॉल 1 एम्पीयर अब वोल्टेज क्या है अब अगर इस पर आते हैं तो यहां देखें कि वोल्टेज इस पार 8 1 6 मैंने कहा क्योंकि करंट टर्मिनल छोड़ रहा है तो यह आपका है 1 आई 6 एम्पीयर तो यह आ रहा है 8 वाट पावरकी आपूर्ति इसका मतलब है यहां बस पर पकड़ आते हैं तो यह वोल्टेज वास्तव में यह है मेरा मतलब है कि यह बिंदु यह है बी है तो कुछ भी नहीं है यह बिंदु भी है यह भी बी है स्लाइड टाइम देखें 2425 तो यह वोल्टेज वास्तव में अगर हम इस तरह वी ए बी 8 वोल्ट कहते हैं तो यहां भी एक ही वोल्टेज 8 वोल्ट है लेकिन करंट आई अपने 6 एम्पीयर यहाँ आई 6 एम्पीयर उस बिंदु पर देखो दिया जाता है जब आई 6 एम्पीयर बना रहा हूँ तो मूल रूप से यह एक 16 6 होगा जो आपका 1 एम्पीयर है और मैंने बताया कि दिशा ऊपर की ओर है तो करंट इसके माध्यम से बह रहा है और यह है इसका मतलब है कि यह है तो यह है कि करंट टर्मिनल छोड़ रहा है क्योंकि यह है यह है यह टर्मिनल छोड़ रहा है तो यदि ऐसा है इसका मतलब है यह पावरहै तो आपका क्या कॉल इस सोर्स द्वारा आपूर्ति की गई पावरयह वास्तव में आपकी यह बात होगी आपका 8 1 तो यह आपका 8 वाट है English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय expression एक्सप्रेशन अभिव्यंजना elements एलिमेंट्स तत्वों passive पैसिव निष्क्रिय operational ऑपरेशनल कार्य संबंधी dependent डिपेंडेंट आश्रित parameter पैरामीटर प्राचल amplifier एम्पलीफायर विस्तारक